इन सभी एड्रेसिंग मोड्स में से सबसे सरल रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है यहाँ ऑपरेंडस रजिस्टर है 8086 में हमारे पास जितने ऑपरेशन है वे दो ऑपरेंड इंस्ट्रक्शनहै जहां ऑपकोड के अलावा हमारे पास दो ऑपरेंडस होंगे जिस पर ऑपरेशन होगा इंस्ट्रक्शन उस रजिस्टर का नाम निर्दिष्ट करेगा जो इंस्ट्रक्शन द्वारा संचालित किए जाने वाले डेटा को रखता है जैसे MOV CL DH इस इंस्ट्रक्शन द्वारा DH रजिस्टर की सामग्री को CL रजिस्टर में ले जाया जाएगा DH और CL दोनों 8 बिट रजिस्टर है तो कोई समस्या नहीं है इस CL रजिस्टर में DH की सामग्री मिलती है इस तरह यह रजिस्टर एड्रेसिंग मोड का एक उदाहरण है फिर हमें इमीडियेट एड्रेसिंग मोड मिल गया है इस इमीडियेट एड्रेसिंग मोड में दूसरा ऑपरेंड जो हमारे पास है वह एक इमीडियेट वैल्यू है पहला ऑपरेंड एक रजिस्टर हो सकता है जबकि दूसरा ऑपरेंड एक इमीडियेट वैल्यू होना चाहिए यह इमीडियेट वैल्यू 8 बिट हो सकता है या यह 16 बिट हो सकता है यह निर्भर करता है एक मैच होना चाहिए जैसे कि यदि आप यहां 8 बिट रजिस्टर निर्दिष्ट कर रहे है तो यह मूल्य भी 8 बिट होना चाहिए यदि आप यहां एक 16 बिट रजिस्टर उल्लेख कर रहे है तो फिर इस मूल्य को 16 बिट मूल्य के रूप में लिया जाएगा तो इंस्ट्रक्शन MOV DL 08 H इस इंस्ट्रक्शन द्वारा यह 08 H DL रजिस्टर में आएगा यह एक 8 बिट मूल्य है और MOV AX 0A9FH तो यह 0A9FH AX रजिस्टर में आएगा इसमें से यह 0A पार्ट AH रजिस्टर में जाएगा और 9F पार्ट AL रजिस्टर पर जाएगा तो इस तरह इस 16 बिट मूल्य को हायर आर्डर बाइट और लोअर आर्डर बाइट में विभाजित किया जाएगा और वे विभिन्न रजिस्टर्स में जाएंगे आप देखते है कि मेमोरी एक्सेस के लिए 8086 में 20 एड्रेस लाइन्स है तो ये एड्रेस लाइन्स 220 तक एड्रेस कर सकती है जो कि 1 मेगाबाइट मेमोरी के बराबर है हालाँकि सबसे बड़ा रजिस्टर केवल 16 बिट का है इसलिए इस फिजिकल एड्रेस को प्राप्त करने के लिए इस वास्तविक एड्रेस की गणना की जाती है तो मेमोरी में बाइट का वास्तविक एड्रेस एड्रेस बस पर जाएगा जिसकी गणना की जानी है और वह फिजिकल एड्रेस है तो इस फिजिकल एड्रेस को कैसे दर्शाया जाता है इसे एक सेगमेंट वैल्यू और फिर ऑफसेट वैल्यू के रूप में दर्शाया जाता है तो 89AB F012 तो क्या होगा यह 89AB को 4 बिट्स द्वारा बाईं ओर स्थानांतरित किया जाएगा इसलिए यदि आप इसे हेक्सा दशमलव रूप में लिखते है तो अंत में एक शून्य दिखाई देगा तो यह एक 20 बिट मूल्य बन जाएगा तो यह 20 बिट मूल्य है प्रत्येक अंक 5 बिट्स के अनुरूप है और यह F012 यहऑफसेट भाग है तो लिया गया F012 भी एक 16 बिट मूल्य है तो हम इसे 20 बिट मूल्य के रूप में लेते है हेक्साडेसिमल नोटेशन में मोस्ट सिग्नीफिकेंट डिजिट 0 हो जाता है और फिर आप ऐडिशन करते है इसके बाद आपको 20 बिट परिणाम मिलता है तो वहफिजिकल एड्रेस होगा तो फिजिकल एड्रेस फिजिकल मेमोरी के लिए बाइट्स का वास्तविक एड्रेस है तो यह मेमोरी एक्सेस इस ऑपरेशन को करके किया जाएगा यह 89AB F012 ये मात्रा विभिन्न रजिस्टर्स से आ सकती है जैसे कि आप SI रजिस्टर का उपयोग कर रहे है तो SI रजिस्टर में F012 और DS रजिस्टर में 89AB शामिल है जब आप कह रहे है कि MOV AX SI तब हम मानते है कि यह 89AB DS रजिस्टर में है और F012 SI रजिस्टर में है तो यह आंतरिक रूप से होगा और फिर एड्रेस 98AC2 H को एड्रेस बस पर डाल दिया जाएगा तो इस तरह से यह ऑपरेशन होता है आगे हम अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स पर गौर करेंगे पहला एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है डायरेक्ट एड्रेसिंग के मामले में एड्रेस को सीधे इंस्ट्रक्शन में ही प्रदान किया जाता है तो इंस्ट्रक्शन में ही मेमोरी लोकेशन का एड्रेस दिया गया है इफेक्टिवएड्रेस एक16 बिट संख्या है तो 1354H या 0400H यह 16 बिट संख्या है जो हमारे पास है तो यह स्क्वेअर ब्रैकेट यह पहचान लेगा कि हम उन स्थानों की सामग्री में रुचि रखते है इसलिए यदि स्क्वेअर ब्रैकेट नहीं हैं तो इसका मतलब है कि यह वास्तव में इमीडियेट एड्रेसिंग है 8086 असेंबली लैंग्वेज में इस कन्वेन्शन का पालन किया जाता है इसलिए यदि ये स्क्वेअर ब्रैकेट नहीं है तो इसका अर्थ होगा कि यह एक इमीडियेट डेटा है यदि यह स्क्वेअर ब्रैकेट है तो इसका मतलब है कि यह एक एड्रेस है तो यह संबंधित मेमोरी लोकेशन पर पहुंच जाएगा जब एक्सेक्यूट किया जाता है तो यह इंस्ट्रक्शन मेमोरी लोकेशन की सामग्री को BX रजिस्टर में कॉपी कर देगा तो इस मामले में पहले इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि इस BL रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन DS गुणा 16 प्लस 1354 की सामग्री मिलेगी तो वह मेमोरी लोकेशन सामग्री BL रजिस्टर में आ जाएगी और BH रजिस्टर को मेमोरी लोकेशनDS गुणा 16 प्लस 1355H की सामग्री मिल सकती है यानी अगली मेमोरी लोकेशन सामग्री BH रजिस्टर में आ जाएगी यह 16 बिट डेटा मूवमेंटहै जबकि यह इंस्ट्रक्शन यह एक बाइट डेटा मूवमेंटहै BL रजिस्टर को मेमोरी लोकेशन 16 गुणा DS प्लस 0400 की सामग्री मिल जाएगी इसलिए इसे डायरेक्ट मोड कहा जाता है क्योंकि सेगमेंट बेस से ऑपरेंड का डिस्प्लेसमेंट सीधे इंस्ट्रक्शन में ही निर्दिष्ट होता है तो यह डायरेक्ट मोड ऑपरेशन है आगे हम रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में देखेंगे यहां रजिस्टर का उपयोग उस एड्रेस को देने के लिए किया जाएगा जिसकी सामग्री प्रोसेसर द्वारा एक्सेस की जाएगी इसलिए रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड में इफेक्टिव एड्रेस को धारण करने वाले रजिस्टर का नाम इंस्ट्रक्शन में ही निर्दिष्ट किया गया है जैसे हम MOV CX BX की तरह लिख रहे है तो यह इफेक्टिव एड्रेस BX रजिस्टर की सामग्री है इसलिए यह BX रजिस्टर इफेक्टिव एड्रेस को धारण करेगा और बेस एड्रेस DS गुणा 16 किया जाएगा वास्तविक मेमोरी एड्रेसफिजिकल एड्रेस है जो उत्पन्न होता है इस तरह बेस एड्रेस और इफेक्टिव एड्रेस को प्लस किया जाएगा और हमें वास्तविक मेमोरी एड्रेस मिलेगा तो इस तरह से यह काम कर रहा होगा और अंततः CS रजिस्टर को इस मेमोरी लोकेशन का कंटेंट मिलेगा जिसका एड्रेस इस मेमोरी एड्रेस द्वारा दिया गया है या मैं कह सकता हूं कि CL को मेमोरी एड्रेस की सामग्री मिल जाएगी और CH को मेमोरी एड्रेस प्लस 1 की सामग्री मिल जाएगी इस तरह यह रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड काम कर रहा है तो इस BX रजिस्टर का उपयोग बेस रजिस्टर या ऑफसेट रजिस्टर के रूप में मेमोरी स्थान तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है फिर बेस्ड एड्रेसिंग मोड यह एक अन्य प्रकार का एड्रेसिंग मोड है जो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के समान है लेकिन इस BX या BP रजिस्टर का उपयोग बेस वैल्यू और इफेक्टिव एड्रेस को रखने के लिए किया जा सकता है और 8 बिट साइंड या अनसाइंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट इंस्ट्रक्शन में निर्दिष्ट किए जाएंगे तो साइंड 8 बिट या अनसाइंड 16 बिट डिस्प्लेसमेंट को निर्दिष्ट किया जा सकता है यह एक विशिष्ट उदाहरण है जैसे MOV AX BX 08H तो इस बेस रजिस्टर BX के साथ हम एक ऑफसेट भी निर्दिष्ट कर सकते है यदि ऑफसेट नहीं है तो निश्चित रूप से इस BX का उपयोग बेस रजिस्टर के रूप में किया जाएगा और फिर यह AX प्लस DS गुणा 16 को BX के रूप में एक्सेस करेगा लेकिन यदि आप कुछ ऑफसेट कुछ डिस्प्लेसमेंट को निर्दिष्ट कर रहे है तो वह डिस्प्लेसमेंट भी जुड़ जाएगा तो सबसे पहले यह 08H यह एक 8 बिट संख्या है तो इसे 16 बिट तक साइंड एक्सटेंडेड किया गया है इसलिए हमें 0008H मिलता है और फिर इस EA को BX प्लस 008H मिलता है इसलिए BX प्लस यह मूल्य हमें इफेक्टिव एड्रेसके रूप में मिलता है यदि BX की सामग्री 1000 है तो इस जोड़ के बाद इफेक्टिव एड्रेस EA 1008 हो जाएगा और यह बेस एड्रेस DS गुणा 16 है और उत्पन्न होने वाला मेमोरी एड्रेस यह बेस एड्रेस प्लस यह इफेक्टिव एड्रेसहै जो हमारे पास है तो इस AX रजिस्टर को मेमोरी लोकेशन का कंटेंट मिलेगा जिसका एड्रेस यह मेमोरी एड्रेस MA है और आप कह सकते है कि AL को MA की सामग्री मिलती है और AH को MA प्लस 1 की सामग्री मिलती है अगर BX 1000H के बराबर है तो 1000 के साथ यह 8 जोड़ा जाता है तो यह 1008H हो जाता है और यह DS रजिस्टर पर निर्भर करता है यदि मान लिजिये की DS स्थान सामग्री 2000H है तो इस 2000 को 4 बिट्स से बाए ओर स्थानांतरित कर दिया गया है तो यह ऐसा हो जाता है जिसके साथ यह 1008 जोड़ा जाएगा तो यह 21008 है तो उस विशेष मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया जाएगा यह मेमोरी लोकेशन 21008 है इस लोकेशन को एक्सेस किया जाएगा और यह MA 21008 के बराबर है यह MA मेमोरी एड्रेस है तो उस स्थान सामग्री को एक्सेस किया जाएगा और वह AX रजिस्टर में चली जाएगी तो वह स्थान सामग्री AX रजिस्टर में आ जाएगी तो इस तरह से हमारे पास बेस्ड एड्रेसिंग मोड हो सकता है और आप देख सकते है BX के बजाय आप BP का उपयोग भी कर सकते है लेकिन यदि आप BP का उपयोग करते है तो इस स्टैक सेगमेंट रजिस्टर का उपयोग किया जाएगा इसलिए यहाँ इस BX के बजाय अगर मैं BP का उपयोग करता हूं तो हमारे पास इस DS के बजाय यह स्टैक सेगमेंट रजिस्टर SS होगा अन्यथा एक्सेक्युशन समान है फिर हम अगले एड्रेसिंग मोड पर गौर करेंगे जिसे इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड कहा जाता है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड यह मेमोरी तक पहुँचने के लिए कुछ इंडेक्स रजिस्टर्स का उपयोग करता है इस SI या DI रजिस्टर्स का उपयोग मेमोरी डेटा के लिए एक इंडेक्स रखने के लिए किया जाता है और 8 बिट साइंड या 16 बिट अनसाइंड डिस्प्लेसमेंट को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है आप ऐसा कुछ कह सकते है तो मूल रूप ऐसा है जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है तोमान लीजिये कि मूल रूप MOV CX SI जैसा है तोआप देखते है कि यह सब मोड्स ये इस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड के कुछ प्रकार के मॉडिफिकेशन्स है लेकिन उन्हें अलग अलग नाम दिए गए है क्योंकि उन्हें विशिष्ट उपयोग मिल गया है सोर्स इंडेक्स रजिस्टर को इंडेक्स रजिस्टर के रूप में सोचा जा सकता है और स्ट्रिंग डेटा स्थानान्तरण में वे उपयोगी हो सकते है तो इसीलिए इस SI और DI को अलग अलग मोड में रखा गया है तो इस विशेष मामले में क्या होगा आप समझ सकते है कि CX रजिस्टर में मेमोरी लोकेशन की सामग्री मिलेगी जिसका एड्रेस 16 गुणा DS प्लस SI दिया गया है और इस उदाहरण में हमें कुछ अतिरिक्त ऑफसेट अतिरिक्त डिस्प्लेसमेंट निर्दिष्ट मिला है इसलिए उस डिस्प्लेसमेंट को जोड़ा जाएगा तो इसे साइंड एक्सटेंडेड किया गया है आप देखते है कि यह विशेष संख्या A2 है तो A 2 का अर्थ है यदि आप 8 बिट नोटेशन लेते हैतो A का अर्थ 1010 और 2 का 0010 है 8 बिट नोटेशन में मोस्ट सिग्नीफिकेंट बिट 1 है इसका मतलब है कि यह ऋणात्मक संख्या है तो सबसे पहले SI प्लस 082H को जोड़ने से पहले इसे 16 बिट तक बढ़ाया जाता है तो 16 बिट एक्सटेंशन के लिए इस बिट को 0010 बनाया जाता है और यह भाग 0100 0101 है लेकिन चूंकि यह नकारात्मक है इसलिए इस 8 बिट को हमने ऋणात्मक बनाया है ये सभी साइंड एक्सटेंडेड है इसलिए ये सभी बिट्स 1 हो जाएंगे ताकि यह 16 बिट नोटेशन में संख्या A2h को दर्शाएंगे तो यह इसका साइंड एक्सटेंडेड रूप है तो यह FFA2H बन जाता है और ऑफसेट प्राप्त करने के लिए FFA2H को SI रजिस्टर के साथ जोड़ा जाएगा और फिर इस मेमोरी एड्रेस की गणना की जाएगी अगला हमारे पास यह बेस्ड इंडेक्स्ड मोड है तो हमें यह बेस रजिस्टर और यह इंडेक्स रजिस्टर मिल गया है इसलिए उन्हें एक साथ ले जाया जाता है तो कई बार क्या होता है कि आपको इन 2 डाइमेंशनल अरे में विशेष रूप से दो या अधिक सूचकांकों की आवश्यकता हो सकती है तो दो अलग अलग डाइमेंशंस के लिए यह i और j दो अलग अलग सूचकांकों को बनाए रखने में उपयोगी हो सकता है तो इस उद्देश्य के लिए हम इस डबल इनडायरेक्ट एड्रेसिंग प्रकार का उपयोग कर सकते है इसलिए इफेक्टिव एड्रेस की गणना बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर के योग में की जाती है तो बेस रजिस्टर DX प्लस BX या BP और इंडेक्स रजिस्टर SI या DI है तो यहाँ भी वही है इसलिए जब आप 0AH का साइंड एक्सटेंड करते है तो यह 0 बन जाता है 0AH यह एक पॉजिटिव संख्या है तो इसका 16 बिट साइंड एक्सटेंडेड रूप 000AH है तो इफेक्टिव एड्रेस यह BX प्लस SI प्लस यह 000AH है और बेस एड्रेस DS गुणा 16 है इसलिए यह DX का उपयोग सेगमेंट रजिस्टर के रूप में करेगा तो यह DS गुणा 16 है और मेमोरी एड्रेस यह बेस एड्रेस प्लस यह इफेक्टिव एड्रेस है और BX के बजाय अगर यह BP है तो DS डेटा सेगमेंट रजिस्टर के बजाय यह SS रजिस्टर का उपयोग सेगमेंट रजिस्टर के रूप में करेगा इसके बाद हम स्ट्रिंग एड्रेसिंग पर ध्यान देंगे तो स्ट्रिंग एड्रेसिंग का उपयोग स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है आप कह सकते है कि स्ट्रिंग बहुत महत्वपूर्ण डेटा प्रकारों में से एक है क्योंकि इसका उपयोग विशेष रूप से तुलना करने के लिए कई अनुप्रयोगों में किया जाता है जब आपको बाहर से कुछ डेटा मिला है और आपको इसकी तुलना करने की आवश्यकता है या कई बार हाई लेवल प्रोग्राम्स में हमें बहुत सारे स्ट्रिंग मैनीपुलेशन ऑपरेशन्स करने होते है और यदि अंतर्निहित प्रोसेसर सीधे इस स्ट्रिंग मैनीपुलेशन का समर्थन करता है तो सॉफ्टवेयर में आपको इस स्ट्रिंग का समर्थन करने के लिए बहुत जटिल प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं है तोइस तरह सभी स्ट्रिंग ऑपरेशन्स तेजी से किए जाएंगे तो यह वह उद्देश्य था जिसके साथ यह स्ट्रिंग एड्रेसिंग शुरू की गई थी इसे स्ट्रिंग डेटा पर काम करने के लिए स्ट्रिंग ऑपरेशन में उपयोग किया जाता है सोर्स डेटा के लिए इफेक्टिव एड्रेसSI रजिस्टर में संग्रहीत किया जाता है और डेस्टिनेशन के लिए इसे DI रजिस्टर में संग्रहीत किया जाता है और DS यह सोर्स भाग के लिए सेगमेंट रजिस्टर है और डेस्टिनेशन भाग के लिए यह ES है तो विशिष्ट उदाहरण यह MOVS इंस्ट्रक्शन है जैसे MOVS B MOVS Byte आप इसे बाइट लिख सकते है या इसे वर्ड लिख सकते है संक्षेप में आप इसे केवल MOVSB के रूप में भी लिख सकते है तो इसे संक्षेप में MOVSB के रूप में भी लिखा जा सकता है या फुल फॉर्म में आप इसे MOVS Byte जैसे लिख सकते है तो उसे कैसे किया जाता है सोर्स के लिए यह इफेक्टिव एड्रेस सोर्स इंडेक्स रजिस्टर SI में उपलब्ध है और DS रजिस्टर में सेगमेंट एड्रेस होगा तो बेस एड्रेस DS गुना 16 है तो मेमोरी एड्रेस BA प्लस EA है यानी बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस हैडेस्टिनेशन भाग के लिए इफेक्टिव एड्रेस की गणना DI के रूप में की जाएगी और डेस्टिनेशन भाग के लिए बेस एड्रेस यह एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर ES से है तो डेस्टिनेशन भाग के लिए ES गुणा 16 यह बेस एड्रेस है और मेमोरी एड्रेस BA प्लस ES है तो इस MAE मेमोरी एड्रेस फॉर एक्स्ट्रा सेगमेंट को प्राप्त करने के लिए इस एक्स्ट्रा सेगमेंट इफेक्टिव एड्रेस और एक्स्ट्रा सेगमेंट बेस एड्रेस को जोड़ा जाएगा और अंत में इस MAE मेमोरी लोकेशन MAE को MA की सामग्री मिल जाएगी और उसके बाद यदि DF फ्लैग सेट किया जाता है तो SI को डेक्रेमेंट किया जाएगा और DI को डेक्रेमेंट किया जाएगा और यदि DF 0 है तो फिर SI को इंक्रीमेंट किया जाएगा और DI को इंक्रीमेंट किया जाएगा इसलिए जैसा कि मैं बता रहा था कि यदि आप सोर्स ब्लॉक से डेस्टिनेशन ब्लॉक की ओर बढ़ रहे है और यदि यहाँ ओवरलैपिंग है अगर ओवरलैपिंग इस तरह है यह सोर्स है और यह डेस्टिनेशन है तो आपको क्या करने की आवश्यकता है कि यह SI मान सोर्स के निचले भाग को इंगित करे और DI डेस्टिनेशन के निचले भाग को इंगित करे और वहीं से हमें कॉपी करना शुरू करना चाहिए तो इनमें मुझे प्रत्येक बाइट ट्रांसफर के बाद SI और DI के मानों को घटाना है तो उस स्थिति में मुझे इस DF वैल्यू को 1 के बराबर सेट करना है अन्यथा यदि ओवरलैपिंग दूसरी दिशा में है तो मुझे इस DF वैल्यू को 0 के बराबर सेट करना होगा ताकि हर स्थानांतरण के बाद इन SI और DI मानों में वृद्धि की जाएगी और हम इस CS रजिस्टर को कुछ काउंट से आरंभीकृत कर सकते है तोआप कितने बाइट्स ट्रांसफर करना चाहते है इसलिए MOVES B इंस्ट्रक्शन को कॉल करने से पहले अगर मैं MOV CX 100 कहता हूं इसका मतलब है कि इस CX रजिस्टर का मान 100 होगा इसलिए उस स्थिति में सोर्स से डेस्टिनेशन तक 100 बाइट्स डेटा कॉपी किया जाएगा और प्रत्येक कॉपी के बाद यह SI और DI रजिस्टर अगले बाइट को इंगित करने के लिए अपडेट किये जाएंगे और इस CX रजिस्टर मूल्य को यह देखने के लिए घटाया जाएगा कि क्या 100 बाइट ट्रांसफर खत्म हो गया है या नहीं इसलिए जब यह हो जाएगा तब यह इस MOVSB इंस्ट्रक्शन से बाहर आ जाएगा आगे हम IO पोर्ट एड्रेसिंग पर गौर करेंगे इन एड्रेसिंग मोड का उपयोग स्टैन्डर्ड IO मैप डिवाइसेस या पोर्ट से डेटा एक्सेस करने के लिए किया जा सकता है IO मैप्ड IO का उपयोग किया जा सकता है जहां पोर्ट एड्रेस IO पोर्ट एड्रेस है या हमारे पास मेमोरी मैप्ड IO हो सकता है जहाँ IO पोर्ट्स को केवल मेमोरी लोकेशन के रूप में लिया जाता है और सरल MOV प्रकार के इंस्ट्रक्शंस का उपयोग किया जा सकता है तो डायरेक्ट पोर्ट एड्रेसिंग में हम इस 8 बिट पोर्ट एड्रेस को सीधे निर्दिष्ट कर सकते है जैसे कि हमारे पास AL 09H में है तो यह पोर्ट एड्रेस यह 09H है इसलिए एड्रेस बस पर यह 09H डाला जाएगा और यह उम्मीद की जाती है कि संबंधित डिवाइस सिलेक्ट हो जाएगा और डेटा बस पर मूल्य उपलब्ध होगा तो अंत में इस AL को पोर्ट की सामग्री मिलेगी जिसका एड्रेस 09H है और इनडायरेक्ट पोर्ट एड्रेसिंग में कुछ रजिस्टर वैल्यू को पोर्ट एड्रेस के रूप में उपयोग किया जाएगा इसलिए हम 16 बिट पोर्ट एड्रेस को निर्दिष्ट कर सकते है और कुछ रजिस्टर वैल्यू में एड्रेस होगा जो कुछ भी इस DX रजिस्टर की सामग्री है उसे इस एड्रेस बस में डाल दिया जाता है और फिर इस AX रजिस्टर सामग्री को डेटा बस में डाल दिया जाएगा ताकि यह AX रजिस्टर सामग्री संबंधित पोर्ट पर चली जाए इस प्रकार हमारे पास IO पोर्ट एड्रेसिंग हो सकती है दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट IO डायरेक्ट IO में 8 बिट एड्रेस है और इनडायरेक्ट IO में कुछ रजिस्टर के माध्यम से 16 बिट एड्रेस है आगे हम रिलेटिव एड्रेसिंग मोड में देखेंगे रिलेटिव एड्रेसिंग का मतलब है कि वर्तमान प्रोग्राम लोकेशन के संबंध में हम अगले इंस्ट्रक्शन पर जाने के लिए इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को अपडेट करने का प्रयास कर रहे है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का इफेक्टिव एड्रेस 8 बिट साइंड डिस्प्लेसमेंट द्वारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के संबंध में निर्दिष्ट किया गया है तो यह इस तरह है जैसे कि JZ 0AH सबसे पहले यह 0AH को साइंड एक्सटेंडेड किया जाएगा तो यह 16 बिट मूल्य बन जाएगा अब जम्प ऑन जीरो जीरो फ्लैग की जांच करेगा यदि जीरो फ्लैग 1 के बराबर है तो इफेक्टिव एड्रेस IP प्लस 000AH होगा जो की एक्सटेंडेड वैल्यू है बेस एड्रेस CSगुना 16 है तो यह किसी भी कोड सेगमेंट एक्सेस के लिए अच्छा है और फिर मेमोरी एड्रेस यह बेस एड्रेस प्लस इफेक्टिव एड्रेस होगा तो अंत में यह मेमोरी लोकेशन होगा अब यदि जीरोफ्लैग 1 है तो प्रोग्राम नियंत्रण इस विशेष एड्रेस पर जाएगा और यदि जीरो फ्लैग 0 है तो जैसा कि यहां इंस्ट्रक्शन नहीं है तो यह अनुक्रम में आने वाले अगले इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूट करेगा यहां एक बात ध्यान देने योग्य है जो कि यह निर्दिष्ट डिस्प्लेसमेंट है तो यह केवल 8 बिट डिस्प्लेसमेंट है इसका मतलब है कि आप रिलेटिव जम्पींग 256 लोकेशंस तक कर सकते है यानी वर्तमान लोकेशन से 128 से 127 तक इसके विपरीत ARM प्रोसेसर जहां यह प्लस माइनस 32 MB था जोकाफी बड़ी संख्या थी लेकिन यहां यह प्रतिबंधित है तो रिलेटिव एड्रेसिंग के लिए यह केवल 8 बिट है बेशक आपको अन्य प्रकार की ब्रॉन्चिंग मिल गई है जिसमें आपको इस 8 बिट द्वारा प्रतिबंधित करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन रिलेटिव एड्रेसिंग यह 8 बिट है इसके बाद हम एक और एड्रेसिंग मोड पर गौर करेंगे जिसे इम्प्लॉइड एड्रेसिंग मोड कहा जाता है जिसमें कोई ऑपरेंड नहीं है ऑपरेंड्स की जरूरत ही नहीं है इंस्ट्रक्शन खुद उस डेटा को निर्दिष्ट करेगा जिस पर ऑपरेट करना है जैसे CLC यह इंस्ट्रक्शन कैरी फ़्लैग को 0 पर क्लियर कर देगा तो यहां किसी ऑपरेंड की जरूरत नहीं है जैसेHALT या NOPइंस्ट्रक्शंस इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंसमें ऑपरेंड की आवश्यकता नहीं होती है इसलिए इसे इम्प्लॉइड एड्रेसिंग मोड कहा जाता है तो आप देखते है कि 8086 को बड़ी संख्या में एड्रेसिंग मोड्स मिले है और ये एड्रेसिंग मोड्स अलग अलग तरीकों से उपयोगी है वास्तव में इंटेल ने 8086 से शुरू किया जिसमें बहुत सारे एड्रेसिंग मोड्स थे और बाद में जब प्रोसेसर को डिजाइन किया जा रहा था उदाहरण के लिए आर्म प्रोसेसर तो हमने देखा है कि इसमें कई एड्रेसिंग मोड्स रखे गए है और उनमें से कई को हटा दिया गया है जैसे कि जब आप इस RISC फीचर में जा रहे है तो कई जटिल एड्रेसिंग मोड्स जैसे बेस्ड इंडेक्स को हटा दिया गया है जबकि यह इंडेक्सिंग एड्रेसिंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इन्हें रखा गया है तो इस तरह से यह होता है इसके बाद हम इस 8086 प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन सेट पर जाते है और हम देखेंगे कि इन एड्रेसिंग मोड्स का इस्तेमाल करके इन इंस्ट्रक्शन्स सेट को डिज़ाइन किया जा सकता है जिसके द्वारा हम इस 8086 प्रोसेसर को कई ऑपरेशन करने के लिए प्रोग्राम कर सकते है